सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को समझने के लिए आइए हम सूरज के स्पेक्ट्रम को समझने की कोशिश करें इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है जिसका नाम है स्पेक्ट्रेल रेडियंस PS जिसकी यूनिट होती है किलो वाट स्क्वायर मीटर यूनिट वेवलेंथ इसलिए आमतौर पर सूरज का स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रेल रेडियंस PS के संदर्भ में दिया होता है जिसकी यूनिट किलो वाट स्क्वायर मीटर नैनोमीटर अथवा माइक्रोमीटर होती है जो कि इस बात पर निर्भर करती है कि वेवलेंथ को नैनोमीटर अथवा माइक्रोमीटर मैं नापा जा रहा है तो आमतौर पर सूर्य का स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा दिखता है आपके पास एक ग्राफ है जिसमें X और Y एक्सिस हैं X एक्सिस λ तो दर्शा रहा है जिसका मतलब वेवलेंथ होता है और Y एक्सिस स्पेक्ट्रेल रेडियंस को दिखा रहा है सूर्य का स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा दिखता है ज्यादातर सही सही स्पेक्ट्रम हम आगे देखेंगे इस स्पेक्ट्रम में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र में पहला UV का क्षेत्र दूसरा विजिबल लाइट का क्षेत्र और तीसरा इंफ्रारेड का क्षेत्र अब यह क्षेत्र मूल रूप से वेवलेंथ की प्रकृति से परिभाषित होते हैं अगर आप UV के क्षेत्र को लेते हैं तो इस क्षेत्र में वेवलेंथ बहुत कम होगा और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी विजिबल क्षेत्र में वेवलेंथ बीच की होगी और इंफ्रारेड क्षेत्र में वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी बहुत कम इसलिए अब अगर हम सूरज के स्पेक्ट्रम को देखें तो यह अल्ट्रावायलेट से इंफ्रारेड तक फैली हुई है जिसमें बीच के क्षेत्र को विजिबल लाइट का क्षेत्र कहते हैं जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं जबकि हर एक वेवलेंथ का अपना एनर्जी होती है अगर सूरज के स्पेक्ट्रम को देखें तो अल्ट्रावायलेट 0 से 400 नैनोमीटर तक होती है और विजिबल स्पेक्ट्रम 400 से 700 नैनो मीटर तक होती है एवं 700 से 4000 नैनोमीटर तक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होती है तो यह तीनों सूर्य के स्पेक्ट्रम के क्षेत्र हैं विजिबल क्षेत्र अल्ट्रावायलेट क्षेत्र और इंफ्रारेड क्षेत्र कृपया यहां ध्यान दीजिए कि हर एक स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ का अपना अलग पावर है इसलिए सूर्य की रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है और हर एक वेवलेंथ का अलग पावर भी है इसे इस चित्र में देखा भी जा सकता है और यह सभी वेवलेंथ पृथ्वी की सतह पर मिलते हैं और यह सभी आपस में मिलकर पृथ्वी की सतह पर महसूस किए जाते हैं और इन रेडिएशन के मिले हुए प्रभाव को इंसुलेशन कहते हैं जिसको हम "L" से दर्शाते हैं L क्योंकि स्पेक्ट्रेल रेडियंस का एकम्यूलेशन होता है इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन से दर्शाते हैं जिसको हम वेवलेंथ λ के साथ इंटीग्रेट करते हैं इसलिए इसका यह मतलब है कि इस क्षेत्र के एरिया को अल्ट्रावायलेट क्षेत्र का इंसुलेशन कहते हैं और इस क्षेत्र के एरिया को विजिबल इंसुलेशन visible insolation कहा जाता है इसी तरह इस क्षेत्र के एरिया को इंफ्रारेड इंसुलेशन infrared insolation कहा जाता है इन तीनों एरिया को मिलाकर हम इंसुलेशन insolationकहते हैं जिसको हम "L" से दर्शाते हैं जो कि इंटीग्रेशन PS d λ के बराबर होगा अगर PSको ध्यान से देखें तो इसकी यूनिट किलो वाट स्क्वायर मीटर यूनिट वेवलेंथ है जोकि इस ग्राफ के हिसाब से किलो वाट स्क्वायर मीटर नैनोमीटर है और "L" इंटीग्रेशन PS d λ के बराबर है इसलिए इंसुलेशन की यूनिट किलो वाट स्क्वायर मीटर होगी इस यूनिट को याद रखिए भविष्य में यह बहुत जगह उपयोग में आएगी यह स्पेक्ट्रम जिसको मैंने हाथ से बनाया है यह आपको एक अनुमानित सूर्य की स्पेक्ट्रेल एनर्जी का ग्राफ देगी अब मैं आपको एक स्पेक्ट्रम दिखाऊंगा जोकि एक वास्तविक डाटा से बना है और यह आपको सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के बारे में सभी जानकारी देगा इसके लिए मैंने वास्तविक डाटा को एकत्रित किया है और उसको एक फाइल में डाला है जिसको मैं ऑक्टेव से कॉल करके एक ग्राफ वेवलेंथ λ और स्पेक्ट्रेल रेडियंस PS के बीच का बनाऊंगा वास्तविक डाटा के साथ स्पेक्ट्रम को समझने के लिए गूगल पर जाएं और लिखें सोलर स्पेक्ट्रम डाटा वहां ऐसा करते ही आपको बहुत सारी वेबसाइट दिखेंगी और ऐसे चित्र भी दिखेंगे जैसा हमने सोलर स्पेक्ट्रम के बारे में पहले बताया है पर आप इसे सिर्फ देख सकते हैं परंतु डाटा पर कार्य नहीं कर सकते इसलिए हम कुछ ऐसी चीजों को देख रहे हैं जहां हम डाटा पर काम कर सकें यहां एक वेबसाइट है जहां पर उन्होंने डाटा को इकट्ठा किया है और उसको PC UNIX Mac and macintosh के लिए txt फाइल के माध्यम से उपलब्ध कराया है हम यहां से UNIX वर्जन की फाइल डाउनलोड करते हैं और उस डाउनलोड हुई फाइल में अंदर की कंप्रेस्ड फाइल को देखते हैं जहां एक CSV फाइल है उसको हम text एडिटर के माध्यम से खोलते हैं हम वहां पाते हैं कि वहां बहुत सारे डाटा उपलब्ध है जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हर पंक्ति में 4 डाटा दिए हुए हैं जिसमें पहला डाटा एक्चुअल वेवलेंथ का है और दूसरा डाटा extra terrestrial radiation का है यही दो डाटा हमारे लिए जरूरी हैं हम इनको लेंगे और इन पर काम करेंगे इन डाटा वेल्यू पर काम करने से पूर्व हमें इन फाइलों को MATL AB फाइल अथवा octave M फाइल में बदलना होगा octave भी MATLAB की तरह आसानी से उपलब्ध होने वाला सॉफ्टवेयर है तो हम क्या करते हैं कि हम एक साधारण टेक्स्ट एडिटर द्वारा कन्वर्ट करते हैं मैं इस पहली लाइन को टिप्पणी लाइन में कन्वर्ट कर लूँगा और यहां पर अपनी टिप्पणी लिख लूँगा और उस वेबसाइट का URL प्रस्तुत करुंगा जहां से हमने फाइल ली है मैं इसे इस तरह की एक टिप्पणी लाइन के रूप में बनाऊंगा और इन सारी वेल्यू को एक मैट्रिक्स में डालूंगा अब मैं नीचे जाऊँगा और मैट्रिक्स को बंद करने वाला कोष्टक डालूंगा अब आपके पास एक पूरी तरह से MATLAB पर और octave पर काम करने वाली एक फाइल तैयार है इसलिए अब हम सारे डाटा को मैट्रिक्स में डालते हैं और उसका नाम देते हैं solve इस solve मैं 4 कॉलम और बहुत सारी पंक्तियां मैं डाटा होंगे और हमें करना क्या है कि हमें डॉट CSV को डांट M में बदल देना है और इसको डॉट M के नाम से सेव कर लेना है तो अब datam एक MATLAB फाइल है जिसको आप MATLAB से एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर आप इसे देखें तो आप पाएंगे कि की यह कुछ अलग नहीं बल्कि एक MATLAB फाइल है जिसमें solve एक वेरिएबल है और यह solve एक मैट्रिक्स वेरिएबल है जिसमें 4 कॉलम है और बहुत सारे पंक्तियां हैं जिसमें बहुत सारा डाटा है पहला कॉलम वेवलेंथ को दिखा रहा है दूसरा कॉलम स्पेक्ट्रेल रेडियंस को अब मेरे पास एक और स्क्रिप्ट फाइल है insolationm इस स्क्रिप्ट फाइल का काम डाटा लेना है datam से और डाटा लेकर स्पेक्ट्रम का ग्राफ बनाना है इसलिए इंसुलेशन डाटा लेगा और स्पेक्ट्रली रेडियंस स्पेक्ट्रम का ग्राफ बनाएगा अब हम जल्दी से insolationm फाइल को देखते हैं यह देखने के लिए हम इसमें डबल क्लिक करेंगे और उसको बड़ा करेंगे यह एक बहुत ही सरल स्क्रिप्ट फाइल है जिससे आप ग्राफ बना सकते हैं सोलर इंसुलेशन का सोलर स्पेक्ट्रम के साथ और सारे डाटा फाइल datam मैं हैं जो अभी अभी बनाई है पहले सारे वेरिएबल को डिलीट करिए और तब datam फाइल से डाटा को लोड करिए जिससे कि यह सारे डाटा वेरिएबल solve मैं आ जाएंगे अब λ को solve के पहले कॉलम से लीजिए तब solve के पहले कॉलम के सारी पंक्तियों से और दूसरे कॉलम के सारी पंक्तियों आपको pectral irradiance का डाटा मिलेगा जिसकी यूनिट होगी वाट स्क्वायर मीटर नैनोमीटर अंतिम में ग्राफ बनाने के लिए शब्द लिखे गए हैं जो λ और spectral irradiance के बीच ग्राफ बनाएंगे अब मुझे इस ग्राफ को octave मैं ड्रॉ करने दीजिए और देखिए क्या होता है पहले octave मैं को खोलूंगा और उचित फोल्डर में जाकर सोलर स्पेक्ट्रम फाइल को खोलूंगा अब मैं इंसुलेशन स्क्रिप्ट को चलआऊंगा तब मुझे एक ग्राफ मिलेगा अब इसे बड़ा करके देखिए इस स्पेक्ट्रम के ग्राफ में PS जिसकी यूनिट वाट स्क्वायर मीटर नैनोमीटर है और X एक्सिस पर वेवलेंथ है जो कि 4000 तक जा रही है अब इसको ध्यान से देखिए की 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक विजिबल स्पेक्ट्रम है और उसके बाएं हाथ पर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम है और दाहिनी हाथ पर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है आइए अब हम कुछ और पंक्तियां लिखें insolationm फाइल में जिससे कि हम PS curve को इंटीग्रेट कर सके और इंसुलेशन insolationv curve प्राप्त कर सकें और उसको प्राप्त किए हुए ग्राफ के साथ सुपरिंपोज करते हैं वापस insolationm में जाइए और कुछ और पंक्तियां लिखिए जिससे कि हम रेडियंस कॉलम को इंटीग्रेट कर सकें यह L को पाने के लिए PS को इंटीग्रेट करिए λ संबंध में मैंने यहां एक सरल सा trapezoidal integration का प्रयोग किया है इंसुलेशन को पाने के लिए इंसुलेशन wattsq meter में होगा हालांकि यह प्रदर्शित करते हुए मैं यह कर सकता हूं कि मैं इस अंदाज़ में प्रदर्शित करूं जहां मैं ग्राफ बनाता हूं वेवलेंथ और स्पेक्ट्रली रेडियंस के बीच और इंसुलेशन का परंतु इंसुलेशन को मैं 1000 से भाग दे रहा हूं जिससे कि इसका आउटपुट किलो वाट स्क्वायर मीटर में हो इसलिए Y एक्सिस पर ही रेडियंस को हम वाट स्क्वायर मीटर न्यूटन मीटर में दिखाते हैं और इंसुलेशन को किलो वाट स्क्वायर मीटर में दिखाते हैं क्योंकि हमने इसे 1000 से भाग दिया है मुझे पुरानी फाइल देखने दीजिए और इस नई फाइल को यहां पर सेव करिए और इसे चलाइए ग्राफ बनाने के लिए जैसे ही आप यहां इंसुलेशन लिखते हैं आपको एक ग्राफ दिखता है जिसमें नीले कलर से स्पेक्ट्रेल रेडियंस का ग्राफ दिखता है और हरे कलर से इंसुलेशन का ग्राफ वेवलेंथ वाले एक्सेस पर दिखता है अब आप देखें तो यह 13 के आसपास इंटीग्रेट हो रहा है बड़ा करके देखिए ग्राफ को अब आप यहां देखें तो यह देख पाएंगे कि यह इंटीग्रेट हुआ है 1347 के आसपास और आप हमेशा याद रखिए कि सोलर इंसुलेशन हमेशा इंटीग्रेट होता है 133 किलो वाट स्क्वायर मीटर से 141 किलो वाट स्क्वायर मीटर के बीच और वह साल के किस दिन लिया गया है इस पर भी निर्भर करता है क्योंकि पृथ्वी का विचरण का आकार अंडाकार है सूर्य के चारों तरफ इसलिए यह बदलता रहता है ज्यादातर किताबों में आप सोलर कांस्टेंट को 12341 और 137 का औसत पाएंगे अगर आप कभी सोलर कांस्टेंट जैसा शब्द सुनते हैं तो इसका वेल्यू 137 किलो वाट स्क्वायर मीटर होगा इसलिए इंसुलेशन की वेल्यू हमेशा इंटीग्रेट होगी इन्हीं दोनों नंबरों के बीच यही आप इस चित्र से समझ रहे हैं और लेकर जा रहे हैं मैं इस फाइल datam को जिसमें डाटा उपलब्ध है और insolationm फाइल जिसमें स्क्रिप्ट उपलब्ध है जिसकी सहायता से आप रेडियंस और इंसुलेशन का ग्राफ बना सकते हैं ज़िप फाइल को डाउनलोड करके और चला कर